पिछली कक्षा में हमने कैल्साइट क्रिस्टल में द्वि अपवर्तन की चर्चा की थी वहाँ हमने देखा था की जब प्रकाश कैल्साइट क्रिस्टल या क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल से हो कर गुजरती है हमे दो प्रतिबिंब प्राप्त होते है और ये ही द्वि अपवर्तन है यहाँ एक O किरण और दूसरा E किरण होगा आज मैं आपको इस द्वि अपवर्तन पर आधारित एक प्रयोग दिखाऊँगा आज के प्रयोग में हम साधारण व आसधारण किरणों का अध्ययन कर कैल्साइट क्रिस्टल के लिए अपवर्तनांक no और ne ज्ञात करेंगे पहले भी हमने काँच के प्रिस्म के लिए अपवर्तनांक ज्ञात किया है प्रिस्म स्पेक्टरोमीटर की सहायता से ये हमने कैसे निकाला था ये आपने देख लिया है वहाँ हमने प्रिस्म कोण और उसके लिए न्यूनतम विचलन कोण मापा था इस एकवर्णी प्रकाश के अपवर्तन से यहाँ भी हम वही करेंगे सिर्फ काँच के प्रिस्म की जगह कैल्साइट प्रिस्म लेंगे और इसी एकवर्णी सोडियम प्रकाश को प्रिस्म पर आपतन करा कर हम देखेंगे कि अपवर्तन से हमे 2 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं हमे इन दोनों प्रतिबिंबो के लिए न्यूनतम विचलन कोण मापना होगा एक O किरण के लिए और दूसरा E किरण के लिए इसके साथ ही हमे कैल्साइट प्रिस्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण ओह माफ कीजिये प्रिस्म कोण भी मापना होगा अपवर्तनांक के लिए सूत्र है SinA धन δm न्यूनतम विचलन कोण भागित 2 भागित Sin A2 यहाँ A प्रिस्म कोण और δm न्यूनतम विचलन कोण है अब यहाँ 2 अपवर्तनांक हैं एक no O किरण के लिए तो यहाँ हमने O किरण के लिए न्यूनतम विचलन कोण लिखा और यहाँ न्यूनतम विचलन कोण E किरण के लिए लिखते हैं दोनों स्थितियों के लिए प्रिस्म कोण एक ही हैं सिर्फ न्यूनतम विचलन कोण दोनों किरणों के लिए भिन्न होगा इस प्रयोग में हम कैल्साइट प्रिस्म और प्रिस्म स्पेक्टरोमीटर और सोडियम प्रकाश स्रोत का उपयोग करेंगे जैसा कि हमने काँच के प्रिस्म का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किया था हमें इस कैल्साइट प्रिस्म के लिए प्रिस्म कोण एवं O किरण और E किरण के लिए न्यूनतम कोण मापना होगा अब कैल्साइट क्रिस्टल या क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल जैसे द्वि अपवर्तक क्रिस्टल के मामले में एक ही प्रकाशीय अक्ष ऐसा होता है जिस पर O किरण और E किरणों का अपवर्तनांक समान होता है अर्थात उनके वेग इस अक्ष कि दिशा में एक समान ही होंगे ये हमने चर्चा कर ली है और जब प्रकाश इस अक्ष के लम्बवत प्रिस्म से गुजरती है तो इनके वेगों का अंतर अधिकतम होगा अब यदि E किरण का वेग O किरण के वेग से अधिक होगा उनके अपवर्तनांक ठीक विपरीत होंगे अर्थात E किरण के लिए कम और O किरण के लिए अधिक होगा जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा कि थी इस क्रिस्टल कैल्साइट प्रिस्म को ऐसा लिया गया है जिसका कट ऐसा है कि इसका प्रकाशीय अक्ष प्रिस्म के अक्ष के समानांतर तल के लम्बवत है ये जो मैने इस बिंदु वाली रेखा से दर्शाया है ये ही प्रकाशीय अक्ष कि दिशा है प्रिस्म के अक्ष के समांतर तल के लम्बवत तो जब प्रकाश इस पर आपतित होती है और प्रिस्म से गुजरती है प्रकाश सदैव ही प्रकाशीय अक्ष के लम्बवत होती है इस परिस्थिति में कैल्साइट पदार्थ के लिए O किरण और E किरण के अपवर्तनांकों में अंतर अधिकतम होगा और इसे ही हम मापेंगे जब प्रकाश कैल्साइट प्रिस्म से गुजारेगी हमें 2 प्रतिबिंब मिलेगा अर्थात 2 अपवर्तित किरणें मिलेंगी एक O किरण और दूसरी E किरण इन O किरण और E किरण के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m होगा न सिर्फ न्यूनतम विचलन कि स्थिति में बल्कि सदैव ही हमें 2 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे O किरण और E किरण के न्यूनतम विचलन कि स्थिति में हमें इनके न्यूनतम विचलन कोण मापने हैं और हाँ ये प्रिस्म कोण A भी हमें मापना है कैसे मापेंगे वही पुराने तरीके से और इसी प्रकार न्यूनतम विचलन कोण भी उसी पुराने तरीके से माप लेंगे यहाँ 2 किरणों के लिए 2 प्रतिबिम्ब हैं और हमें इनके लिए अलग अलग न्यूनतम कोण मापने हैं

मैं इसे इस प्रेक्षण सारिणी से बताता हूँ सबसे पहले हमें प्रिस्म स्पेक्टरोंमीटर का वर्नियर नियतांक नोट करना होगा वर्नियर 1 और वर्नियर 2 ये हम पहले भी कई बार चर्चा कि है फिर हम प्रिस्म कोण मापेंगे ये आपका वर्नियर 1 और ये 2 होगा प्रिस्म कोण या प्रिस्म का ये शीर्ष कोण हम जानते हैं कैसे मापना है हम इस प्रिस्म को दूरदर्शी नहीं समांतरित्र की तरफ रखेंगे जिससे प्रकाश प्रिस्म के दोनों अपवर्तक फलकों पर आपतित हो और फिर इनका परावर्तन हो सके दोनों फलकों से इन परावर्तित किरणों की स्थिति के पाढ्यांक लेने के बाद इनके अंतर से हमे 2A मिलेगा हम कुछ प्रेक्षण और लेंगे और उनका माध्य मान निकाल कर आधा करने पर हमें प्रिस्म कोण प्राप्त हो जाएगा इसके बाद हम न्यूनतम विचलन कोण मापेंगे हमे ये दो किरणें दिखेंगी O किरण और E किरण O किरण के न्यूनतम विचलन के लिए हमें दूरदर्शी का पाढ्यांक लेना होगा और समांतरित्र के सीध से भी एक पाढ़यांक ले कर दोनों के अंतर से न्यूनतम विचलन कोण का माप प्राप्त होगा हम फिर इसके कुछ और भी प्रेक्षण लेंगे और उनका माध्य मान निकालेंगे यही O किरण के लिए डेल्टा एम δm होगा इसी प्रकार E किरण के लिए भी न्यूनतम विचलन कोण पर दूरदर्शी को समांजीत करेंगे और प्रेक्षण लेंगे इसके पुनः कुछ और प्रेक्षण लेंगे फिर सीधे प्रतिबिंब के लिए भी पाढ़यांक लेंगे और न्यूनतम विचलन कोण की गणना कर लेंगे हमे ne निकालना है अब हम बेशक O किरण और E किरणों के लिए अपवर्तनांक की गणना सारिणी 1 से प्रिस्म कोण A और सारिणी 2 से न्यूनतम विचलन कोणों का मान रख कर कर सकते है अपवर्तनांक के गणना में आपको यदि त्रुटि की गणना करनी है तो सूत्र ये है पहले log लीजिए फिर उसे अवकलित करिए तो आपको मिलेगा δμ बराबर 2cot A δ m 2 गुना वर्नियर नियतांक जैसा मैने पहले भी कहाँ है यहाँ जो मैने प्रिस्म कोण एवं न्यूनतम विचलन कोण लिया वे सीधी मापी गयी राशि नहीं बल्कि दो पाढ़्यांकों के अंतर हैं अतः त्रुटि में वर्नियर नियतांक या अल्पमतांक का 2 गुना लेना होगा तो यह आधा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा इस लिए सूत्र होगा डेल्टा A बराबर डेल्टा δ m बराबर वर्नियर नियतांक तो कोई भी इस सूत्र के द्वारा इस माप में प्रतिशत त्रुटि की गणना कर सकता है अब मैं आप के लिए प्रयोग का प्रदर्शन करूँगा हमें अब प्रयोग को सेट करना होगा हमने इसे इस तरह तैयार किया है ये प्रिस्म टेबल और प्रिस्म स्पेक्टरोमीटर हैं ये कैल्साइट प्रिस्म इससे हमने न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में समांजित कर के रखा है ये रहा आप इसे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं हम देख सकते हैं यहाँ 2 प्रतिबिंब मिलते हैं देखिए ये अपवर्तन की स्थिति में है मैं इस प्रतबिम्ब को थोड़ा बढाता हूँ अब आपको क्रॉस वायर और दो स्लिट प्रतिबिंब दिख रहे हैं चूंकि समांतरित्र के स्लिट से सोडियम प्रकाश प्रवेश करती है अतः प्रिस्म पर आपतीत प्रकाश स्लिट की भाँति है और उनके 2 प्रतिबिंब भी सामान्य प्रिस्म के लिए आपको एक प्रतिबिम्ब मिलता है लेकिन हमने कैल्साइट प्रिस्म लिया है और जैसा की मैने बताया था की इसका प्रकाशीय अक्ष प्रिस्म के अक्ष के समानानंतर है हमने इसे अपवर्तन के लिए समांजित किया है और हमे द्वि अपवर्तन के कारण 2 प्रतिबिम्ब भी मिल रहे हैं जैसा की इस मोबाइल कैमरा में दिख रहा है इसे थोड़ा डिस्टर्ब करके फिर आपको दिखाता हूँ ये ही वो प्रिस्म है कैल्साइट प्रिस्म काफी छोटा होता है मगर काँच की साधारण प्रिस्म की तरह ही दिखता है में इसे यहाँ रखता हूँ जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है ये दो फ़लक अपवर्तक फ़लक हैं और ये आधार या पिछला फ़लक परावर्तक पृष्ठ है ये रहा इसका प्रकाशीय अक्ष प्रिस्म के अक्ष के सामानन्तर और इस कागज़ के पृष्ठ के तल के ठीक लम्बवत मैं इसे ठीक ऐसे ही रखता हूँ ये इस तरह अच्छा मैं पहले सीधे प्रतिबिम्ब के लिए बिना प्रिस्म के स्रोत स्लिट का प्रेक्षण ले लेता हूँ इसकी सीधी प्रतिबिम्ब ये है ये फोकसीत नहीं है तो इसे ठीक करते है ठीक अब इस सीधे प्रतिबिम्ब को मैं आपको कैमरा में दिखाता हूँ उम्मीद है आपको ये दिखा पाऊँगा हाँ जी ये रहा तो यहाँ आपको सिर्फ एक स्लिट दिखती है सीधे प्रतिबिम्ब में एक ही स्लिट दिखाई देती है अब आप इसका पाढ़्यांक नोट कर सकते हैं इसकी आवश्यकता पड़ेगी न्यूनतम विचलन कोण कि गणना में आपके पास दो वर्नियर वर्नियर 1 और वर्नियर 2 हैं इसके वर्नियर नियतांक भी हमने लिख लिए हैं आपको इस सीधे इमेज के लिए ये दोनों ही पाढ़यांक लेने होंगे ध्यान रहे क्रॉस वायर ठीक स्लिट पर संपाती हो ये एक ही प्रतिबिम्ब बिना प्रिस्म के प्राप्त हुई सीधी प्रतिबिम्ब है ठीक अब हमें क्या करना होगा चलिये देखते हैं अब मै इस प्रिस्म को यहाँ रखूँगा ये प्रिस्म का अक्ष प्रिस्म टेबल के ठीक मध्य में होना चाहिए ये प्रिस्म काफी छोटा देखता है मगर काफी महंगा है क्योकि यह कैल्साइट क्रिस्टल से बना है तो आपको क्या देखेगा परावर्तन मैने प्रिस्म रख दिया है ये बहुत जरूरी है कि इसका शीर्ष अक्ष इस प्रिस्म टेबल के ठीक मध्य में हो अब यदि मैं इन परावर्तित किरणों को देखूँ यहाँ ये रहे ध्यान रहे इनके फोकसींग को छेड़ना नहीं चाहिए और ये सदा ही समानांतर किरणों के लिए समांजित रहे यहाँ ये सही तरीके से नहीं हुआ है आपको ये ठीक से करना चाहिए मगर हाँ ये परावार्तित प्रतिबिंब दिख रहे हैं ठीक मैं आपको ये प्रतिबिंब दिखाता हूँ हां जी ये रहा इसे आप देख सकते हैं इसे मध्य में रखे हमें परावर्तन के कारण ये एक ही प्रतीबिंब दिखना चाहिए अब हमें वर्नियर 1 और वर्नियर 2 के प्रेक्षण लेने होंगे इस फ़लक से इस परावर्तन के लिए ठीक इसी प्रकार दूसरी ओर से भी हमें परावर्तित प्रतबिम्ब को देख कर और क्रॉस वायर पर सेट कर प्रेक्षण लेंगे ये हम यहाँ देख सकते हैं हाँ ये दूसरी तरफ का परावर्तन है मैं आपको दिखाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ ये देखिए जी हाँ आप परावार्तित प्रतिबिंब देख सकते हैं अब इस स्थिति में वर्नियर 1 और वर्नियर 2 का पाढ़्यांक भी ले लेंगे कम से कम तीन प्रेक्षण आपको लेना चाहिए फिर इनके अंतर से आपको 2A मिलेगा फिर माध्य 2A निकाल कर उसे 2 से भाग दीजिये तो आपको प्रिस्म कोण A मिल जाएगा अब हम न्यूनतम विचलन कोण मापेंगे इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए प्रिस्म टेबल को इस तरह से घुमाइए कि प्रिस्म का परावर्तक पृष्ठ ठीक समांतरित्र के समानांतर हो जाए अर्थात प्रकाश एक अपवर्तक फ़लक से प्रवेश कर दूसरे अपवर्तक फ़लक से अपवर्तित हो कर निकले इस अपवर्तन के दौरान यह आधार कि ओर विचलित हो जाएगा मुझे लगता है अपवर्तित प्रकाश इस दिशा में होगा चलिये देखते हैं मैं देखता हूँ नहीं यहाँ नहीं दिख रहा मुझे इसे थोड़ा और घूमना होगा इस तरफ इस तरफ घुमा कर अपवर्तित किरणों को खोजना है अच्छा में इसे ऐसे रखता हूँ हाँ मुझे ये विचलित किरण मिल गयी लेकिन ये अपने न्यूनतम विचलन कि स्थिति में शायद नहीं है सिर्फ प्रकाश मिलना ही न्यूनतम विचलन कि स्थिति नहीं हो सकता मैं इसे ऐसे रख कर देखता हूँ यदि प्रकाश इस पर अभिलम्बवत आपतित है तो इसे इधर जाना चाहिए मुझे इसे लगता है इसे इधर आना चाहिए मुझे लगता है कि यदि मैं इसे इधर घुमाऊ मुझे न्यूनतम विचलन मिलेगा मैं चेक करता हूँ हाँ ये रहा लेकिन ये फ़ोकसित नहीं है इसे फ़ोकसित करते हैं ये ही न्यूनतम विचलन कि स्थिति है मुझे 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं ये बहुत ही मजेदार है मैं आपको दिखाता हूँ ये एक प्रतिबिंब और ये रहा दूसरा इसे थोड़ा ज़ूम करता हूँ तो आपको 2 प्रतिबिंब दिखेंगे दूरदर्शी से मुझे ये प्रतिबिंब काफी तीखे दिख रहे हैं मगर यहाँ कैमरा में ये कुछ फैले से दिख रहे हैं फिर भी 2 प्रतिबिंब आप देख सकते हैं ठीक एक E किरण और दूसरा O किरण है अब मुझे इनके लिए न्यूनतम विचलन कोण निकालना है यदि में इस क्रिस्टल टेबल को घूमता हूँ में आपतन कोण को बदल रहा होऊगा इसे इधर घूमता हूँ मैं दूरदर्शी और प्रिस्म टेबल को एक ही तरफ घूमता हूँ कहीं मैं उस स्थिति को पीछे न छोड़ दूँ नहीं थोड़ा और हाँ ये रहा अब न्यूनतम विचलन कि ठीक ठीक स्थिति निकालने के लिए फ़ाइन एडजस्टमेंट चूड़ी का इस्तेमाल करूँगा ये रहा वो न्यूनतम विचलन अब मैं आपको दिखाता हूँ यदि आप प्रिस्म को एक ओर घूमाते हैं ये प्रतिबिंब उसी दिशा मे घूमेंगे हाँ ऐसे अब ये रहा न्यूनतम विचलन क्योकि आप देखिए मैं जब प्रिस्म टेबल को एक ओर घूमता हूँ ये प्रतिबिंब दूसरी ओर जाने लगते हैं अब जब मैं दूसरी ओर घूमता हूँ ये वापस विपरीत दिशा में घूमते हैं मैं यदि घूमना जारी रखु ये फिर विपरीत दिशा में आ रहे हैं अतः यही न्यूनतम विचलन कि स्थिति है इसे फिर कर के देख सकते हैं दूसरे ओर भी अब इस न्यूनतम विचलन कि स्थिति में है आप इस पर अपना क्रॉस वायर को फिक्स करिए और उसके लिए न्यूनतम विचलन को घुमा कर चेक करिए हाँ यही है है न्यूनतम विचलन इस किरण के लिए तो आप पाढ़्यांक नोट कर लीजिए वर्नियर 1 और वर्नियर 2 दोनों का आप इसे कई दफ़े कर के देखें ऐसा 2 3 बार कम से कम कर के देखे फिर सबसे उचित स्थिति का चयन कर वहाँ प्रेक्षण लें ऐसा करने के बाद अब आपको दूसरी किरण के लिए भी न्यूनतम विचलन कि स्थिति पर समांजित करना है क्रॉस वायर को बारी बारी से पहले और दूसरे में रखना है मुझे लगता है इसे मुझे थोड़ा एडजस्ट करना होगा अब यह दूसरे वाले के संपाती है और दूसरे का न्यूनतम विचलन की स्थिति है आप फिर वर्नियर 1 एवं वर्नियर 2 के पाढ़्यांक लेंगे इसका भी 2 3 प्रेक्षण लेंगे और सीधे प्रतिबिंब के पाढ़्यांक तो हमने ले ही लिया है या फिर आप अभी ले लेंगे इस बात का विशेष ध्यान रहे कि न्यूनतम विचलन कि स्थिति में प्रिस्म टेबल को फिक्स करने के पश्चात प्रिस्म अपनी जगह से ना हिले सिर्फ वर्नियर के सर्क्युलर स्केल के पाढ़यांक लेना है इस स्थिति का प्रेक्षण लेने के पश्चात सर्क्युलर स्केल को घुमा कर सीधे प्रतिबिंब का प्रेक्षण लेने के लिए सिर्फ प्रिस्म को प्रिस्म टेबल से हटा दें और प्रेक्षण ले लें हमने शुरुआत में ही सीधे प्रतिबिंब के लिए प्रेक्षण लिए थे मगर वो काम नहीं आएगा क्योकि उसके बाद मैने प्रिस्म टेबल को हिलाया है इन किरणों के न्यूनतम विचलन की स्थिति के पाढ्यांकों और सीधे प्रतिबिंब के पाढ़यांक का हमे क्या करना है चूंकि दोनों किरणों के लिए 2 अलग माप आएँगे ध्यान रहे प्रिस्म को बिना हिलाए हमें ये दोनों प्रेक्षण लेने हैं ठीक है हम सिर्फ इस दूरदर्शी को घुमा कर क्रॉस वायर को सेट करेंगे आप क्रॉस वायर को अब सीधे प्रतिबिंब पर संपाती करें जैसा मैने दिखाया है मैं फिर से नहीं बता रहा अब यहाँ वर्नियर 1 और वर्नियर 2 के पाढ़्यांक दोनों किरणों E किरण और O किरण के न्यूनतम विचलन के लिए प्रेक्षण हैं जबकि सीधे किरण का पाढ़्यांक दोनों के लिए समान ही होगा दोनों का अंतर निकाले O किरण के न्यूनतम विचलन की स्थिति से आपको O किरण के लिए न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होगा उसी प्रकार E किरण के न्यूनतम विचलन स्थिति के पाढ़यांक से E किरण के लिए न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होगा प्रिस्म कोण आप पहले ही निकाल चुके हैं अब आप दो तरह के अपवर्तनांक की गणना कर सकेंगे क्योकि डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण दोनों किरणों के लिए भिन्न हैं δmo δme अतः हमे दो भिन्न अपवर्तनांक के मान मिलेंगे ये द्वि अपवर्तन के प्रदर्शन का बहुत ही सुंदर प्रयोग है और कैसे सिर्फ एकवर्णी प्रकाश स्रोत जैसे सोडियम का उपयोग कर कैल्साइट क्रिस्टल के E किरण और O किरण के लिए बहुत सहजता से अपवर्तनांक माप सकते हैं आज के लिए इतना ही ध्यान पूर्वक सुनने के लिये आपका धन्यवाद